हम एक फ्रैक्चर यांत्रिकी आधारित डिज़ाइन के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख रहे थे और आपको ध्यान रखना होगा दरार वृद्धि की प्रक्रियाओं में से एक फ़ैटिग्द्वारा होता है और अगर आप वास्तव में फ़ैटिग् लगाते हैं तो दो श्रेणियां हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं एक कम चक्र फ़ैटिग् है एक और एक उच्च चक्र फ़ैटिग् है हम उच्च चक्र फ़ैटिग् पर ध्यान देने जा रहे हैं जिसमें एक दरार की शुरुआत दरार वृद्धि और फिर अंततः विनाशकारी विफलता है कम चक्र फ़ैटिग् के मामले में प्रतिबल का स्तर बहुत अधिक है और 1000 चक्रों के भीतर घटक विफल हो सकता है इसलिए फ्रैक्चर यांत्रिकी बहुत काम की नहीं होगी उच्च चक्र फ़ैटिग् के मामले में हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या फ्रैक्चर यांत्रिकी का उपयोग किया जा सकता है मुद्दा यह है कि फ़ैटिग् भारण के अधीन संरचनाओं में अगर एनडीटी विधियों द्वारा एक दरार का पता लगाया जाता है तो एक डिज़ाइनर के रूप में किसी को पता होना चाहिए कि स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने की आवश्यकता है वे हैं क्या घटक या मशीन को संचालित करना सुरक्षित है यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है यदि सुरक्षित है तो कब तक क्या दरार की वृद्धि की निगरानी करना संभव है ताकि कोई भी घटक को रद्द कर सकें या मशीन को रोके इससे पहले कि विनाशकारी विफलता हो सकती है देखें हमने पहले देखा है जब हम साधारण तन्यता भार से संयुक्त भार में चले गए विफलता विश्लेषण के लिए हम अभी भी एक साधारण तनाव परीक्षण से परिणाम का उपयोग करेंगे और हमारे परम्परागत डिज़ाइन दृष्टिकोणों में संयुक्त भारणके लिए इसका इस्तेमाल किया फिर हमने फ़ैटिग् भारण को क्रम में रखा जब आप चक्रीय भार के अधीन संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं अब सवाल यह है कि आप भी जानना चाहते हैं कि दरार कैसे बढ़ती है परम्परागत फ़ैटिग् परीक्षण का अंतराल तो पहला मुद्दा यह है कि क्या आप इन सवालों के जवाब देने के लिए परम्परागत फ़ैटिग् परीक्षण से परिणाम एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं यदि आप इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं है फ़ैटिग् परीक्षणों में फ़ैटिग् दरार वृद्धि तंत्र के कारण अंतर्निहित दोष बढ़ जाते हैं और एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाते हैं जिससे फ्रैक्चर होता है यह पूरी तरह से ठीक है लेकिन फ़ैटिग् परीक्षण कैसे किया जाता है आप केवल टिकाव अवधि पर ध्यान दे रहे हैं टिकाव अवधि की अवधारणा काफी उपयोगी थी हम कहते हैं 10 पॉवर 7 चक्र या अधिक के जीवन के लिए चक्रीय प्रतिबल स्तर क्या है और मैंने भी उल्लेख किया था सभी घटक अंततः विफल होते हैं नवीनतम शोध से पता चलता है कि किसी भी पदार्थ के लिए टिकाव अवधि जैसा कुछ नहीं है इसे प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया है हालांकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि जीवनकाल 10 पॉवर 7 चक्रों से परे है तो यह काफी अच्छा है और आप अपने घटक को डिज़ाइन करने के लिए टिकाव अवधि का उपयोग कर सकते हैं आपको जो नोट करना है एस एन आरेख दरार वृद्धि या निरीक्षण अंतराल का जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि दरार वृद्धि का पता लगाने और निगरानी करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है आप एक दिए गए प्रतिबल के स्तर के बारे में जानेंगे जो कि चक्रीय रूप से भिन्न है अपेक्षित जीवन क्या है क्योंकि वही एकमात्र सूचना है जिसे आप इकट्ठा कर रहे हैं यदि आपके पास दरार है दरार के साथ जब आप चक्रीय भार लागू करते हैं तो जीवन की शेष अवधि क्या है आपको फ़ैटिग् परीक्षण से ज्ञान नहीं है क्योंकि इस तरह की जानकारी बिल्कुल भी दर्ज नहीं होती है ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिक विस्तृत परीक्षण विधियों की आवश्यकता होती है दरार वृद्धि वक्र और लोगों ने किस तरह के परीक्षण का प्रयास किया है लोगों ने यह प्राप्त करने का प्रयास किया है कि दरार वृद्धि वक्र के रूप में क्या जाना जाता है और इसमें वे क्या करते हैं वे फ्रैक्चर परीक्षण के लिए मानक नमूनों में से एक लेते हैं जिसपे फ़ैटिग्भार है और दरार की निगरानी एनडीटी विधियों द्वारा की जाती है इसलिए यहां प्रमुख मुद्दा यह है कि आप यह देखने का भी प्रयास कर रहे हैं कि दरार कैसे बढ़ती है जब परीक्षण किया जा रहा है इसलिए आप अतिरिक्त आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और फ़ैटिग् भारण को कैसे किया जाता है फ़ैटिग् परीक्षण के रूप में फ़ैटिग्भारण पूरी तरह से उलट नहीं है लेकिन इन परीक्षणों में निचला भार 0 रखा गया है वह भी आपको ध्यान में रखना होगा और आप क्या करते है प्रयोग विभिन्न भारों के लिए दोहराया जाता है और दरार की लंबाई बनाम चक्रों की संख्या प्राप्त की जाती है अनिवार्य रूप से देखें आप एक बड़ा आंकड़े एकत्र करेंगे किसी एक पदार्थ के लिए आपको भार आयाम को बदलते रहना होगा और भार आयाम में से प्रत्येक के लिए आपके पास एक अलग प्रकार की दरार वृद्धि वक्र होगी अब चुनौती यह है कि आप इस आंकड़े का सार्थक तरीके से उपयोग कैसे करेंगे और कृपया इस ग्राफको भी अच्छी तरीके से चित्रित करें और आपके पास यहां क्या है X अक्ष पर प्रति हजार में आपके पास बीता चक्र है Y अक्ष पर आपके पास मिलीमीटर में फ़ैटिग् दरार की लंबाई है और अगर आप यहां देखें तो कुछ चक्रों के भीतर दरार काफी हद तक बढ़ गई है यह स्पष्ट रूप से एक उच्च भार के लिए है और वह डेल्टा P के रूप में 441 किलो न्यूटन के बराबर दिया जाता है दूसरा ग्राफ 312 KN के लिए है जब डेल्टा P मान छोटा होता है तो दरार फैलने में ज्यादा समय लगता है और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मैंने इन आंकड़े बिंदुओं को विभिन्न रंगों के साथ खींचा है मेरे पास इसका एक कारण है जो स्पष्ट हो जाएगा एक बार जब हम ग्राफ़ का अगला समूह देखेंगे आपके पास छोटे भार के लिए रेखांकन हैं 223 किलो न्यूटन और साथ ही 178 किलो न्यूटन तो आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है डेल्टा P के विभिन्न मूल्यों के लिए आपको एक एकल पदार्थ के लिए अलग अलग दरार वृद्धि वक्र मिलते हैं तुम्हें पता है यह आपको ध्यान में रखना है एक एकल पदार्थ के लिए आपको बहुत सारे ग्राफ़ मिलते हैं मैंने उनमें से केवल चार को दिखाया है यदि आप डेल्टा P मान को बदलते हैं तो आप उनमें से कई प्राप्त कर सकते हैं और आप यहाँ क्या देखते हैं दरार वृद्धि और दरार की लंबाई चक्रीय भार का एक फंक्शन है अब सवाल यह है कि यदि आपके पास एक पदार्थ के लिए इतने सारे ग्राफ हैं तो आप इसे अपने डिज़ाइन की गणना में कैसे उपयोग कर पाएंगे यह अत्यंत कठिन हो जाता है आप जानते हैं यदि आप वास्तव में याद करते हैं तो शुरू में प्रतिबल और स्ट्रेन की अवधारणा कैसे विकसित हुई लोगों ने समदेशिकपदार्थ की छड़ें ले लीं जब उन्होंने किसी एक पदार्थ के लिए बल बढ़ाव ग्राफ तैयार किया तो उन्हें नमूने की लंबाई के साथ साथ अनुप्रस्थ काट के लिए उन्हें ग्राफो की संख्या मिली जब आप उन्हें बदलते हैं तो आपको एक अतिरिक्त ग्राफ़ मिलेगा तब लोगों ने सोचा कि अगर आप प्रतिबल बनाम स्ट्रेन की सारणी बनाते हैं बजाय बल बनाम विस्थापन के तो यह सभी आंकड़े एक ही वक्र में बंध जाते हैं ऐसा ही कुछ फ्रैक्चर यांत्रिकी में भी हुआ पेरिस सिद्धांत और यह श्रेय पेरिस को जाता है और आप ग्राफ का अवलोकन करें इसलिए आप जो यहां पाते हैं वह मेरी सीधी रेखा है यह वास्तव में एक लॉग लॉग सारणी है और आप पाते हैं कि सभी रंगों के आंकड़े बिंदु इस रेखा के बहुत करीब हैं तो जो भी एक दरार वृद्धि वक्र का आंकड़े है उन सभी को ठीक किया जा सकता है यदि आप X अक्ष को डेल्टा K के रूप में चुनते हैं जो कि प्रतिबल तीव्रता कारक सीमा है और Y अक्ष पर दरार वृद्धि दर जो कि dadn है और यह एक चुनौती भरा काम है यह लॉग लॉग सारणी है और आप सक्षम हैं एक ही ग्राफ में एक पदार्थ के लिए सभी दरार वृद्धि वक्र आंकड़े ठीक करने के लिए तो इसका मतलब है कि यह आपके डिज़ाइन गणना में उपयोग किया जा सकता है और यह पेरिस द्वारा प्राप्त किया गया था और यह पेरिस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है तो पेरिस सिद्धांत में कहा गया है dadN बराबर C गुणा डेल्टा K पावर m तो यहाँ C और m पदार्थ स्थिरांक हैं उन्हें पदार्थ परीक्षण से निर्धारित किया जाना है और आपको जो ध्यान देना होगा वह यह है कि पेरिस का अवलोकन फ्रैक्चर यांत्रिकी द्वारा दरार वृद्धि नमूना में एक महत्वपूर्ण कदम है यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आपको नहीं बोलना चाहिए विशाल आंकड़े एकत्र करने का कोई मतलब नहीं है और आपको नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है आपके उपयोग के लिए विशाल आंकड़े को ठीक से दर्शाया जाना चाहिए जो की डिजाइन आकलन में इस्तेमाल होंगे और हम देखते हैं इस पेरिस सिद्धांत के पीछे का इतिहास क्या था इससे पहले कि हम उस में जाएं हम यह भी पहचान लें कि दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य है इस समीकरण पर पहुंचने के लिए आपके पास कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है यह वास्तव में आपके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े का वक्र फिटिंग व्यायाम है और यह है कि आप कैसे देखेंगे जब वे प्रारंभिक चरण से विनाशकारी विफलता अवस्था तक अधिक आंकड़े एकत्र करते हैं लोगों ने पेरिस सिद्धांत के अधिक जटिल संस्करण विकसित किए हैं फिर भी एक जटिल घटना को आकार देना काफी सरल है तो स्रोत पूर्ण रूप से अनुभवजन्य है लेकिन बहुत उपयोगी है पेरिस सिद्धांत की सरलता क्या है दरार वृद्धि दर पर लागू प्रतिबल और दरार की लंबाई का प्रभाव बुद्धिमानी से एक एकल मापदण्ड डेल्टा K द्वारा तैयार किया गया है इसका फायदा यह है उनका असली काम बोइंग तकनीकी नोट के रूप में दिखाई दिया और आपको जो ध्यान में रखना होगा वह यह है कि इनमें से कई फ़ैटिग् विफलताएं हैं वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेरिस सिद्धांत का वृद्धि करते समय पेरिस ने वातावरण के प्रभाव पर विचार नहीं किया और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शुरू करने के लिए वातावरण पर विचार नहीं किया था वह एक सरल अनुभवजन्य संबंध में पहुंचने में सक्षम था इंजीनियरिंग में देखें यही हम करते हैं हम एक विशेष घटना को एक सरल अभिव्यक्ति द्वारा आकार देने की कोशिश करते हैं अनुभव से क्षेत्र जो भी परिणाम देते हैं आप सुधार कारकों में लाते हैं तो इस तरह का दृष्टिकोण एक डिज़ाइन अभ्यास के अवलोकन से व्यवहार्य है तो पेरिस ने तत्वको देखा और वातावरण की भूमिका जैसे कारकों को लाए dadN और डेल्टा K के बीच संबंधों पर पहुंचे और आपको यह ध्यान रखना होगा कि वातावरण का दरार वृद्धि दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है लोगों ने बाद में वातावरण के लिए समायोजित करने के लिए पेरिस सिद्धांत को संशोधित किया है और सारांश में पेरिस सिद्धांत सुरुचिपूर्ण है और वातावरण की भूमिका को आदर्शित सुधारों को इसमें शामिल किया गया है हम यह भी देखेंगे कि वातावरण किस तरह से दरार वृद्धि दर को बदलता है हमें किस तरह का महत्वाकांक्षी वातावरण देखना है हम सब कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको पता है हमें एक सवाल पूछना होगा क्या पेरिस सिद्धांत वैध है पेरिस सिद्धांत की पुष्टि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर साहित्य में दिया गया है और उन्होंने दो अलग अलग नमूने लिए हैं यह डोनाल्डसन और एंडरसन द्वारा किया गया था उन्होंने दो पूरी तरह से अलग आकृति के लिए दरार वृद्धि आंकड़े एकत्र किया देखें आप वास्तव में बात कर रहे हैं कि किस दर पर दरार बढ़ेगी और वे किस तरह से आकृति चुनते हैं एक मामले में प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में घट जाती है वास्तव में हमने देखा था कि जब हमने प्रतिबल तीव्रता कारकों को विकसित किया था यदि एक केंद्र दरार को एक कील भार के अधीन किया जाता है तो हमने देखा कि दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में SIF घट जाती है दूसरा उदाहरण उन्होंने चुना एसआईएफ दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में बढ़ता है यह स्पष्ट है ज्यादातर समस्याओं में ऐसा होता है तो अगर आप एक केंद्र दरार वाली पट्टी लेते हैं एक दूर क्षेत्र प्रतिबल के अधीन SIF दरार लंबाई के एक फंक्शन के रूप में वृद्धि होगी मान लीजिए पेरिस सिद्धांत एसआईएफ व्यवहार के इन दो विरोधी प्रकारों में सही रूप से भविष्यवाणी करता है कि dadN डेल्टा K से संबंधित हो सकता है तो पेरिस सिद्धांत के वृद्धि में वास्तविकता है इस तरह लोगों ने सवाल उठाया और सवाल का जवाब भी दिया तो वे A नमूना ले गए जिसके लिए KI बराबर P√πa तो जैसे जैसे दरार की लंबाई बढ़ती है प्रतिबल की तीव्रता का कारक कम होता जाता है उन्होंने B को नमूना माना जिसमें दरार की लंबाई बढ़ जाती है प्रतिबल कारक की तीव्रता भी बढ़ जाती है इसमें आपका स्पष्ट दृष्टिकोण हो सकता है पेरिस सिद्धांत के अस्तित्व को मान्य करने के लिए दो नमूना आकृति लिए गए हैं नमूना A के मामले में प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में घट जाती है नमूना B के मामले में प्रतिबल की तीव्रता कारक दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में बढ़ जाती है इसलिए जब उन्होंने परीक्षण किया तो उन्हें क्या मिला इन दोनों के लिए आप एक सार्थक ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें x अक्ष d dN है मैं इसे आपके लिए बढ़ाऊंगा आपके पास ddN विभाजित है Y अक्ष पर डेल्टा K है इसलिए इन दोनों परस्पर विरोधी तरीकों से SIF दरार की लंबाई के फंक्शन के रूप में बदल जाता है आप डेल्टा K के संबंध में दरार वृद्धि दर के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं यह अलग तरह से रेखांकित किया जाता है इसे y अक्ष के बजाय ddN को x अक्ष पर रखा जाता है लेकिन यह कि साहित्य ने मूल रूप से परिणामों की रिपोर्ट कैसे की है तो यह विश्वास दिलाता है कि पेरिस सिद्धांत का उपयोग आपकी डिज़ाइन गणना के लिए किया जा सकता है इस तरह से आपको इसे देखना होगा तो दरार वृद्धि दर और प्रतिबल तीव्रता कारक सीमा के बीच संबंध अनिवार्य रूप से इन दो भारण आकृति के लिए समान है ताकि लोगों को पेरिस सिद्धांत का पालन करने और उपयोग करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास मिले इस पर कई संशोधन आए हैं जिसे हम देखेंगे और यह सिर्फ एक सारांश दिखाने के लिए है कि कैसे दरार वृद्धि दर वक्र प्राप्त करें और अपने पेरिस सिद्धांत के साथ समाप्त करें आप एक नमूना लेते हैं जो चक्रीय भार के अधीन है यह 0 पर जाता है यह उल्टा नहीं है और आप दरार वृद्धि की दर की निगरानी करते हैं इसलिए इस आंकड़े से प्रयोगात्मक परिणाम के आधार पर निरंतर C और m ज्ञात करें और इस रूप में दरार वृद्धि दर का प्रस्तुत करते हैं dadN वक्र के द्वारा दरार प्रारंभ के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है वास्तव में यदि आप देखें तो कई लौह पदार्थ असीमित फ़ैटिग् वाले जीवन का प्रदर्शन करती हैं बशर्ते कि प्रतिबल टिकाव अवधि के भीतर हो तुम्हें पता है आपके पास एक दरार थी तो आपको ध्यान रखना होगा कैसे दरार फ़ैटिग् से बढ़ेगा पेरिस सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से दिखाया गया है यहां एक दरार की प्रारंभिक चरण है और यहाँ हम अपनी समझ को फ़ैटिग् पर भी लाते हैं फ़ैटिग् के मामले में आपके पास टिकाव अवधि की अवधारणा है ताकि पता चलता है कि दरारें बहुत छोटी हैं और आपके पास भारण भी है जो काफी छोटी है ऐसी परिस्थितियों में दरार उपयोग में नहीं बढ़ सकती है यह निष्कर्ष है कि हम पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है वहाँ एक थ्रेशोल्ड प्रतिबल तीव्रता कारक है जिसके नीचे दरारें शुरू नहीं हो सकती हैं तो यह अवधारणा उन्नत थी यहाँ संक्षेप में यही दिया गया है इसलिए डेल्टा K एक हिस्से पर डेल्टा K थ्रेशोल्ड के मूल्य से नीचे दरार शुरू नहीं होगी हमें यह पता लगाना होगा कि किसी दिए गए पदार्थ के लिए डेल्टा K सीमा क्या है मूल विचार यह है कि डेल्टा K छोटे मूल्यों के लिए बहुत छोटी दरारें नहीं फैल सकती हैं यह स्पेक्ट्रम का एक छोर है स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर डेल्टा K पदार्थ की फ्रैक्चर टफनेस के लिए तुलनीय हो जाएगा दरार वृद्धि दर बहुत बड़ी हो जाती है तो दोनों मौजूद हैं यदि आप दरार की पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो एक दरार का प्रारंभिक चरण होगा एक दरार वृद्धि चरण होगा जिसके बाद विनाशकारी विफलता होगी और आपके पास साहित्य में भी है मिश्र धातुओं में से कई के लिए डेल्टा K थ्रेशोल्ड का मूल्य क्या है हम इसका एक नमूना देखेंगे और आपके पास इस्पात है और दो कॉलम हैं जिन पर आपको ध्यान देना है एक कॉलम है जहाँ आपके पास R है हम जल्दी से इसकी परिभाषा देखेंगे R एक प्रतिबल अनुपात है यह भी KminKmax के बराबर है यह आपका R वक्र नहीं है फ्रैक्चर और फ़ैटिग् से प्रतीकों का मिश्रण है इसलिए यदि आप फ़ैटिग् साहित्य पर जाते हैं जब औसत प्रतिबल बढ़ जाता है तो R भी बढ़ेगा यह 013 से 075 में बदलता है और यदि आप देखते हैं तो औसत प्रतिबल बढ़ने पर डेल्टा K का थ्रेशोल्ड मान कम हो जाता है यह 66 MPa मूल मीटर से 38 MPa मूल मीटर तक जाती है इसका मतलब है अगर औसत प्रतिबल में वृद्धि हुई है तो डेल्टा K थ्रेसहोल्ड नीचे आता है इसलिएदरार R बराबर 0 के होने से पहले ही शुरू हो जाएगी आप अन्य पदार्थ में भी यही स्थिति देखते हैं जब R को 01 से 08 में बदला जाता है तो डेल्टा K थ्रेसहोल्ड 8 MPa मूल मीटर से बदलकर 31 हो जाता है प्रतिबल अनुपात की परिभाषा तो हम देखेंगे R क्या है यह फ़ैटिग् साहित्य से आती है R कुछ भी नहीं है लेकिन प्रतिबल अनुपात है इसलिए मेरे पास N और K के बीच एक ग्राफ है और आपके पास चक्रीय रूप से बदलता हुआ भार है तो इस मामले में R 0 से अधिक है और R को σMINσMAX के रूप में परिभाषित किया गया है जो KMINKMAX के बराबर है जहां R प्रतिबल अनुपात है यह आपका R वक्र नहीं है इसलिए संदर्भ के आधार पर आपको प्रतीक R के लिए एक अर्थ संलग्न करना चाहिए और जब आप दरार प्रारंभ और अनुमानित उम्र के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें R को देखना होगा जो फ़ैटिग् साहित्य में प्रतिबल अनुपात है इसलिए जब मेरे पास R 0 के बराबर है तो न्यूनतम भार 0 को छूता है और माइनस 1 के बराबर R भारण का एक तरीका है जो फ़ैटिग् के मामले में आपके घूर्णन झुकने वाले नमूने को दिया जाता है फ्रैक्चर में हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे पास R बराबर 0 होगा या R 0 से अधिक होगा परीक्षण इस प्रकार की स्थितियों के लिए किए जाते हैं इसलिए जब R 0 से अधिक है σMIN 0 से अधिक है जब R 0 के बराबर है σMIN 0 के बराबर है जब R माइनस 1 के बराबर है σMIN माइनस σMAX है तो आपको ध्यान रखना होगा फ़ैटिग् और फ्रैक्चर के बीच प्रतीकों का टकराव है इस अध्याय में हम प्रतिबल अनुपात के रूप में R का उपयोग करेंगे हमें कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी होगी और हम इस तरीके से R का उपयोग करेंगे और यह भी महत्वपूर्ण है दरार प्रारंभ बनाम दरार वृद्धि का सापेक्ष जिम्मेदार क्या है फ्रैक्चर यांत्रिकी के विवरण में हमने इस स्लाइड को लंबे समय पहले देखा था इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रतिबल स्तर पर काम करते हैं दरार प्रारंभ या दरार प्रसार 50 50 हो सकता है या दरार प्रारंभ लंबी हो सकती है और दरार प्रसार छोटा हो सकता है दरार प्रारंभ चरण यह धातुकर्म है जो वास्तव में योगदान करते हैं यदि आप दरार प्रारंभ में देरी करते हैं तो यह और अधिक बेहतर है तो आप डिज़ाइन की उम्र में लाभ प्राप्त करते हैं अगर आपके पास दरार प्रारंभ में देरी करने के लिए तंत्र है लेकिन एक बार जब दरार बढ़ने लगती है तो हम फ्रैक्चर यांत्रिकी के आधार पर एनडीटी अनुसूची विकसित कर सकते हैं और स्थिति को संभाल सकते हैं और हम बाद में देखेंगे दरार प्रारंभ के तंत्र क्या हैं दरार प्रसार चरण पर चर्चा करने के बाद इस अध्याय के अंत में हम ऐसे आकार भी देखेंगे जो आपको बताते हैं कि फ़ैटिग् दरार कैसे शुरू होती है सिगमॉइडल वक्र और आप जानते हैं आपके पास एक ऐसा चरण है जिसमें एक दरार के लिए डेल्टा K थ्रेशोल्ड की आवश्यकता होती है इसे क्षेत्र के रूप में कहा जा सकता है एक वृद्धि चरण है जिसे क्षेत्र 2 कहा जाता है एक भयावह विफलता है जिसे क्षेत्र 3 कहा जाता है इसलिए यदि आप एक दरार वृद्धि के पूर्ण ग्राफको देखते हैं तो इसे सिग्मोइडल वक्र के रूप में जाना जाता है वर्तमान में हम जानते हैं कि क्षेत्र 2 में दरार कैसे बढ़ती है इसलिए हम क्षेत्रों को बारी बारी से देखेंगे कि कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं क्षेत्र 1 में क्या होता है क्षेत्र 2 में क्या होता है क्षेत्र 3 में क्या होता है इस तरह से हम इसे देखेंगे क्षेत्र 1 में क्या होता है यह सूक्ष्म दरार वृद्धि का क्षेत्र है और यदि आप इस ग्राफ को देखते हैं तो केवल इस हिस्से को मुख्य आकर्षण किया जाता है और इस मामले में जो आप पाते हैं वह दरार वृद्धि नैनोमीटर के क्रम से बहुत कम है और आगे वे दरार के मोर्चे के साथ छोटी दूरी पर भी समान नहीं हैं तो परिणाम क्या है आपके पास यहां पर धारियों का निर्माण नहीं होगा जैसा की एक फ़ैटिग् दरार वृद्धि में देखते हैं क्षेत्र 1 के मामले में आपको स्पष्ट कटाव धारी नहीं दिखाई देंगी इस प्रकार संक्षेप में यहां बताया गया है और कौन से पहलू हैं जो प्रभावित करते हैं पदार्थ की सूक्ष्म संरचना औसत प्रतिबल और वातावरण का एक बड़ा प्रभाव है इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है धातुविज्ञानी सूक्ष्म संरचना को तर्क देते हैं ताकि वे दरार प्रारंभ चरण में देरी करने की स्थिति में हों और औसत प्रतिबल एक भूमिका निभाता है आपको यह जानना होगा कि आप R के उच्च मूल्यों पर काम कर रहे हैं या नहीं और वातावरण का भी बड़ा प्रभाव है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है और आप ग्राफ में भी देखते हैं घटक का अधिकतम आयु इस क्षेत्र में है यह संचालन भार पर निर्भर करता है जब आप कम प्रतिबल के स्तर पर काम करने जा रहे हैं तो आपके पास वृद्धि के चरण के बाद एक लंबा प्रारंभिक चरण होगा फिर हम क्षेत्र 2 पर आगे बढ़ेंगे क्षेत्र 2 के मामले में दरार वृद्धि दर 10 4 mm प्रति चक्र से 10 2 mm प्रति चक्र है इसका मतलब है 1100thmm तो यह अभी भी छोटा है तो जो आप पाएंगे वह है शुरू में दरार वृद्धि दर छोटी होगी जैसे जैसे दरार की लंबाई बढ़ती जाएगी दरार की वृद्धि दर भी बढ़ती जाएगी वास्तव में आपकी असाइनमेंट समस्याओं में आपके पास एक धातु परीक्षण से दर्ज धारीयां होंगे और उस धारीयां और उस दूरी के आधार पर आपको दरार वृद्धि दर की गणना करनी होगी हो सकता है और क्योंकि आपके पास दरार वृद्धि दर बड़ी है इस क्षेत्र में धारीयां संभव है वे उन पदार्थ में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जहां धारीयां सामान्य हैं तो यह वही है जो यहाँ दिखाया गया है क्षेत्र 2 में आप धारीयां देख पाएंगे अगर पदार्थ में उन्हें दिखाने की क्षमता है क्योंकि धारीयां पर चर्चा करते समय मैंने कहा कुछ पदार्थ में धारीयां नहीं देखी जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें फ़ैटिग् दरार वृद्धि नहीं हुई है यह पदार्थ की संरचना का एक फंक्शन भी है इसलिए उन पदार्थ में जहां धारी को देखा जा सकता है यह क्षेत्र 2 में देखा जाएगा और अगर आप देखें तो पदार्थ के आधार पर सूक्ष्म संरचना में छोटे से लेकर बड़े प्रभाव होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पदार्थ पर विचार कर रहे हैं और अगला पहलू यह है कि वातावरण की क्या भूमिका है वातावरण औसत प्रतिबल और आवृत्ति के कुछ संयोजन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है देखें आपके पास रेंडम कंपन सवाल है इसलिए आपको यह जानना होगा कि किस भार के साथ आवृत्ति लागू की जा रही है तो यह सब मायने रखता है समस्या अधिक से अधिक जटिल हो जाती है दरार वृद्धि दर को समझने के लिए पेरिस सिद्धांत सबसे सरल प्रतिनिधित्व है और यह वह क्षेत्र है जहां दरार वृद्धि की निगरानी गैर विनाशकारी तकनीकों द्वारा की जा सकती है और हम पहले ही पेरिस सिद्धांत देख चुके हैं और इस क्षेत्र में पेरिस सिद्धांत लागू है और यदि आप C और m को देखते हैं तो ये सामान्य प्रतीकों की तरह हैं पेरिस सिद्धांत लागू करने के लिए आपने आंकड़े का चयन किया होगा उस आंकड़े पर आप C और m के मान की प्रक्रिया और गणना कर सकते हैं यदि आपके पास एक और सिद्धांत है जिसे हम जल्द ही देखेंगे तो इसमें C और m भी होंगे लेकिन वे प्रतीक इन प्रतीकों के समान नहीं हैं यह केवल सामान्य प्रतीक है आपको उस आंकड़े को उस पदार्थ से इकट्ठा करना होगा जिस पर आप वक्र ठीक करने में सक्षम हैं तो यह उस के साथ चला जाता है और क्षेत्र 3 दरार वृद्धि दर 10 2mm प्रति चक्र से 10 1mm प्रति चक्र के क्रम में बहुत अधिक है इसका मतलब है प्रति चक्र 01 मिलीमीटर दरार 1 चक्र से पूरे ग्रेन में चलता है तो जाहिर है जब घटक इस चरण तक पहुंचता है तो आपको इसे त्यागना होगा आप इस घटक का उपयोग नहीं कर सकते और क्षेत्र 3 में सूक्ष्म संरचना औसत प्रतिबल और मोटाई का एक बड़ा प्रभाव है देखें हमने देखा है कि वातावरण ने क्षेत्र 1 के साथ साथ क्षेत्र 2 के मामले में भी भूमिका निभाई है क्षेत्र 3 के लिए वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है यदि दरार वृद्धि इस स्तर तक पहुँच जाती है तो घटक को त्यागने की आवश्यकता होती है यह काफी स्पष्ट है इसलिए यदि आपका पेरिस सिद्धांत ठीक से लागू होता है तो आप कह सकते हैं कि दरार की वृद्धि दर कब बढ़ती है और पेरिस सिद्धांत केवल क्षेत्र 2 के अंत तक मान्य है तो यही कारण है कि लोग शामिल करना चाहते थे पूर्वानुमान क्षेत्र 3 के लिए क्या होता है उन्होंने इसे शामिल करने की कोशिश की है और साथ ही थ्रेशोल्ड तो आपके पास कई सिद्धांत हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं जो पेरिस के आधार का पालन करते हैं डोनाहु सिद्धांत मेरे पास dadN के बराबर C गुणा डेल्टा K माइनस डेल्टा K थ्रेशोल्ड संपूर्ण पावर M यह वही है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था यह C और m आप पेरिस सिद्धांत युक्त पदार्थ C और m के मूल्य को यहाँ से नहीं ले सकते हैं और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं आपको उन पदार्थ के लिए आंकड़े ठीक करना होगा जिनका उन्होंने अध्ययन किया है और केवल उन पदार्थ के लिए आप इस सिद्धांत का उपयोग करने में सक्षम होंगे यह अनिवार्य रूप से एक वक्र नियोजन व्यायाम है दरार वृद्धि दर जो भी हो जो रूप हमें मिलता है वह है अनिवार्य रूप से एक वक्र नियोजन व्यायाम विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य और यदि इसे किसी विशेष आंकड़े समूह के आधार पर विकसित किया जाता है तो आपको इस आंकड़े समूह के बाहर इस अनुभवजन्य सिद्धांत का उपयोग नहीं करना चाहिए तो यह उस आंकड़े समूह के साथ जाता है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित है और डेल्टा K थ्रेशोल्ड R के एक फंक्शन के रूप में व्यक्त किया गया है हम बाद में देखेंगे जब R बदलता है तो डेल्टा K थ्रेशोल्ड भी बदल जाता है तो यह 1 माइनस R पूरी पावर गामा डेल्टा K थ्रेशोल्ड से गुणा किया जाता है जब R 0 के बराबर होता है इसलिए जब औसत प्रतिबल को बदल दिया जाता है तो दरार प्रारंभ प्रतिबल तीव्रता कारक भी बदल जाता है तो यह चिंताजनक है तो आपके पास क्षेत्र 1 को बेहतर बनाने के लिए यह सिद्धांत है तो अब हमारे पास क्षेत्र 1 के साथ साथ क्षेत्र 2 भी है इसलिए प्राकृतिक विस्तार है कैसे क्षेत्र 3 को संभाला जा सकता है फोरमैन सिद्धांत तो यह फोरमैन सिद्धांत द्वारा किया जाता है और यह उन सिद्धांतों के बीच बहुत लोकप्रिय है जो आपके पास दरार वृद्धि के लिए हैं यहां आपके पास यह dadN बराबर C गुणा डेल्टा K संपूर्ण पॉवर n में 1 माइनस R K c माइनस डेल्टा K से विभाजित है तो यह प्रतिबल अनुपात R के लिए जिम्मेदार है और यह क्षेत्र 3 के लिए भी जिम्मेदार है जहां K c फ्रैक्चर टफनेस है और वास्तव में यदि आप साहित्य को देखते हैं तो लोगों ने दरार वृद्धि देने के लिए और इन दरार वृद्धि सिद्धांतों के आधार पर आवधिक एनडीटी अनुसूची क्या हैं यह अपेक्षित जीवन देने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और आपके पास NASGRO और AFGRO और इतने पर और आगे के रूप में क्या जाना जाता है उन सभी कम्प्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स में लोगों ने आधार के रूप में इस फोरमैन सिद्धांत की भिन्नता का उपयोग किया है यह ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए आधार बनाता है हमने अलग अलग क्षेत्र 1 क्षेत्र 2 क्षेत्र 3 को देखा है अनुभवजन्य समीकरणों के माध्यम से पूरे सिग्मोइडल वक्र को आदर्श करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं पूरा सिगमॉइडल वक्र तो आपके पास एक और सिद्धांत है जो इस तरह दिया गया है यह एर्दोगन और रतवानी द्वारा किया गया है और उन्होंने dadN को C गुणा 1 प्लस बीटा संपूर्ण पावर m गुणा डेल्टा K माइनस डेल्टा K थ्रेशोल्ड संपूर्ण पॉवर n भाग K c माइनस 1 प्लस बीटा गुणा डेल्टा K दिया है देखें आपको ध्यान रखना है ये सभी अनुभवजन्य संबंध हैं तो आपको कई पदार्थ स्थिरांक का पता लगाना होगा और बहुत महंगा परीक्षण हैं वह भी आपको ध्यान में रखना होगा और यदि आप वास्तव में इतिहास को देखते हैं तो लोग पेरिस सिद्धांत का आविष्कार होने तक LEFM में नहीं कूदते थे क्योंकि पेरिस सिद्धांत में ये पाया कि वे दरार वृद्धि की निगरानी कर सकते हैं तो फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं की कुछ उपयोगिता है अन्यथा फ्रैक्चर यांत्रिकी केवल यह कहती है कि जब भयावह विफलता होगी हालाँकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है लेकिन यह जानकारी पर्याप्त नहीं है यदि आप दरार के वृद्धि की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं तो डिज़ाइनरों ने महसूस किया यह सही तरीका है कि मैं रैखिक लचीला फ्रैक्चर यांत्रिकी का उपयोग कर सकता हूं तो मेरे पास बीटा बराबर Kmax प्लस Kmin Kmax माइनस Kmin है और आपके पास ये सभी कारक इस तरह परिभाषित हैं C गुणा 1 प्लस बीटा पूरे पावर m गणना का औसत प्रतिबल है क्योंकि बीटा में इस तरह का अनुपात होता है और डेल्टा K माइनस डेल्टा K थ्रेसहोल्ड पूरी पॉवर n यह कम प्रतिबल के स्तर पर प्रयोगात्मक आंकड़े के लिए जिम्मेदार है अंत में अवधि K c माइनस 1 प्लस बीटा गुणा डेल्टा K विवरण उच्च प्रतिबल स्तरों पर प्रायोगिक आंकड़े के लिए है लेकिन इन सभी सिद्धांतों के लिए आधार क्या है पेरिस सिद्धांत इसका आधार है इसलिए आपको उसे श्रेय देना होगा यदि उन्होंने वातावरण प्रभावों को जोड़ दिया होता तो आप dadN बनाम डेल्टा K पर नहीं पहुंचे होंगे अब फ्रैक्चर यांत्रिकी साहित्य में हर कोई जानता है कि आपको dadN और डेल्टा K के साथ जाना होगा फिर उन्होंने जोड़ा है आप जोड़ते हैं डेल्टा K थ्रेशोल्ड आप K c जोड़ते हैं आप R को जोड़ते हैं इसलिए पेरिस द्वारा मूल तत्व प्रदान किया गया था फ़ैटिग्दरार वृद्धि पर औसत प्रतिबल का प्रभाव इसलिए उसका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह देखना होगा कि फ़ैटिग् दरार वृद्धि पर औसत प्रतिबल का क्या प्रभाव है हमने पहले से ही प्रतिबल अनुपात R की परिभाषा पर ध्यान दिया है और आपके पास एक ग्राफ है X अक्ष में यह डेल्टा K है Y अक्ष में यह da dN है और यह R के एक विशेष मान के लिए है मुझे लगता है कि यह R के बराबर है 0 और जब R को बदला जाता है तो ग्राफ कैसे बदलता है यह बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है K थ्रेशोल्ड घटती रहती है इस क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं है दरार वृद्धि दर थोड़ा बढ़ जाती है और आपकी भयावह विफलता को दर्शाता है एक महत्वपूर्ण अवलोकन है औसत प्रतिबल बढ़ने पर डेल्टा K थ्रेशोल्ड घटता है दरार वृद्धि में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है लेकिन यह प्रभाव काफी छोटा है इस तरह से आपको इसे देखना होगा इसलिए एक साफ तस्वीर पाने की कोशिश करें जितना आप करने की कोशिश कर सकते हैं और मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि R R वक्र नहीं है यह वास्तव में σmin σmax या KminKmax है और हम R बराबर 0 या R 0 से अधिक पर काम करते हैं फ़ैटिग्दरार वृद्धि दर वक्र पर वातावरण का प्रभाव तो अब हम देखेंगे कि वातावरण सिग्मायोडल वक्र को कैसे संशोधित करता है यदि आपके पास एक आक्रामक वातावरण है तो आप यहां क्या पाते हैं डेल्टा K थ्रेशोल्ड 0 है यह बहुत खतरनाक है एक सामान्य वातावरण में आपके पास डेल्टा K थ्रेशोल्ड का एक सीमित मूल्य हो सकता है महत्वाकांक्षी वातावरण में यह 0 हो सकता है और दरार वृद्धि चरण में भी दरार वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है यह क्षेत्र 2 भी है आपके पास एक उच्च दरार वृद्धि दर है और इस तरह का ग्राफ एक विशेष प्रकार के वातावरण के लिए देखा जाता है ग्राफ b के मामले में यह तरल वातावरण में देखा जाता है जो प्रतिबल जंग का कारण बनता है दो चीजें हो रही हैं यहाँ डेल्टा K थ्रेशोल्ड 0 है सिर्फ यही नहीं इसकी तुलना में मध्यवर्ती अवस्था में दरार वृद्धि दर में अचानक वृद्धि होती है जो उन मामलों में देखी जाती है जहां आपके पास तरल वातावरण होता है जो प्रतिबल जंग का कारण बनता है तो ग्राफ अलग है देखें यह ग्राफसबसे सरल है जिसे आप पेरिस द्वारा दिया गया नमूना कर सकते हैं और ये सभी इसके सुधार हैं आप देख सकते हैं यह अत्यधिक गैर रैखिक है आप जानते हैं अगर कोई इसके लिए सिद्धांत बनाने की कोशिश करता है तो यह बहुत मुश्किल होगा दूसरी ओर पेरिस के मामले में एक सीधी रेखा का भाग होता है जिसके आरंभ में एक वक्र होता है और अंत में एक वक्र होता है और हम भी देखेंगे दो और स्थितियाँ यह एक और आक्रामक वातावरण चरण है डेल्टा K थ्रेशोल्ड को संशोधित नहीं किया गया है लेकिन दरार में वृद्धि होती है तो ऐसा होता है यदि आपके पास गैसीय वातावरण है आमतौर पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन के मामले में इस तरह की स्थिति होती है और आप यहाँ क्या देखते हैं थ्रेशोल्ड के पास के अलावा दरार वृद्धि दर में वृद्धि हुई है और आपके पास एक और मामला है जो बहुत दिलचस्प है देखिए हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां डेल्टा K थ्रेशोल्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है या डेल्टा K थ्रेशोल्ड 0 हो गया है आपके पास एक दिलचस्प स्थिति है जहां डेल्टा K थ्रेशोल्ड को ऊपर धकेल दिया जाता है यही स्थिति हमारे यहां है और आपके पास इस खंड में उच्च दर वृद्धि दर है और ऐसा तब होता है जब संक्षारण उत्पाद दरार को बंद करने में योगदान देने वाली पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं इसलिए डेल्टा K थ्रेशोल्ड को ऊपर की तरफ बढ़ाया हम दरार बंद होने पर पर्याप्त समय व्यतीत करेंगे एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप इस बात की सराहना कर सकते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों में डेल्टा K थ्रेशोल्ड बढ़ सकती है इसलिए लोगों ने दरार वृद्धि आंकड़े के मामले में इन भिन्नताओं को पाया है इसलिए पेरिस ने वातावरण पर विचार नहीं किया और एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत विकसित किया जो विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य है बाद में लोगों ने डेल्टा K थ्रेशोल्ड के साथ साथ फ्रैक्चर टफनेस की गणना के लिए संशोधन किया है इसलिए इस वर्ग में अनिवार्य रूप से हमने देखा पेरिस सिद्धांत क्या है और यह वास्तव में बोइंग तकनीकी नोट के रूप में रिपोर्ट किया गया था जब शुरू में सूचना दी तो किसी को विश्वास नहीं हुआ डगडेल के लिए यही हुआ है क्योंकि उसने प्रायोगिक परिणाम प्रदान नहीं किया था इसलिए लोगों का विश्वास नहीं था हैन और रोसेनफील्ड को अपने बचाव में आना पड़ा और प्रयोगात्मक स्वरूप का प्रदर्शन किया यहां आप उन प्रयोगों में पाते हैं जहां लोगों ने इसे दो अलग अलग तरीकों से किया है एसआईएफ दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में बदल सकते हैं एक मामले में एसआईएफ दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में घट जाती है एक अन्य मामले में एसआईएफ दरार की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में बढ़ता है दोनों मामलों में dN बनाम डेल्टा K के बीच का ग्राफ सार्थक था तो वह स्थापित पेरिस सिद्धांत स्वीकार्य है फिर हमने सिग्मायोडल वक्र भी देखा हमने विभिन्न क्षेत्रों को देखा और प्रत्येक क्षेत्र क्या कारक हैं जो प्रभावित करेंगे और विशेष रूप से सूक्ष्म संरचना दरार प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह पदार्थ वैज्ञानिकों का ज्ञानक्षेत्र है और वे वास्तव में नई पदार्थ के साथ बाहर आते हैं जहां दरार की शुरुआत में देरी होती है यह फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है